चुंबकीय पदार्थ II परिबद्ध विद्युत धारा घनत्व हमने पिछले व्याख्यान में देखा है कि एक बिंदु द्विध्रुव मुझे एक वेक्टर पोटेंशियल देता है जो कि म्यू 0 भाग 4 पाई m क्रॉस r भाग r घन है इसका उपयोग करते हुए अब हम दिखाने जा रहे हैं अगर मेरे पास एक पदार्थ चुंबकीय पदार्थ है जिसमें स्थायी चुंबकत्व बड़ा M है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मामले में स्थायी ध्रुवीकरण के समान है तो वह M वास्तव में प्रति इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण दर्शाता है फिर यह परिबद्ध विद्युत धाराओं और पृष्ठीय परिबद्ध विद्युत धाराओं के बराबर है फिर वैसा ही जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक मामले में एक ध्रुवीकरण परिबद्ध आवेश कुल परिबद्ध आवेश और पृष्ठीय परिबद्ध आवेश दोनों के बराबर था ऐसा करने के लिए हम वेक्टर पोटेंशियल की मदद लेते हैं इसलिए जब मेरे पास यह प्रणाली होती है तो हम इसे r प्राइम में रखते हैं और मान लें कि मैं r पर वेक्टर पोटेंशियल की गणना कर रहा हूं फिर मैं यहाँ r प्राइम के पास एक छोटा आयतन लूंगा और इसका चुंबकीय आघूर्ण dm होगा यह एक छोटा आयतन है जो कि r प्राइम d v प्राइम पर M के बराबर है Ar04πmrr3Mmagnetic momentvolume dmMrdV और इसलिए वेक्टर पोटेंशियल d A अवकलन वेक्टर पोटेंशियल r पर इस कारण से म्यू 0 भाग 4 पाई M r प्राइम dv प्राइम क्रॉस r माइनस r प्राइम होने जा रहा है जहाँ r माइनस r प्राइम इस बिंदु से रूचि के बिंदु तक सदिश है विभाजित r माइनस r प्राइम घन है और इसलिए r पर वेक्टर पोटेंशियल A म्यू 0 भाग 4 पाई समाकलन M r प्राइम के अलावा कुछ भी नहीं है यह एक वेक्टर क्रॉस r माइनस r प्राइम है जिसे r माइनस r प्राइम घन dv प्राइम द्वारा विभाजित किया गया है dAr04πMrdV×r rr r3 Ar04πMr×r rr r3dV अब हम यहाँ कुछ सदिश जोड़तोड़ करने जा रहे हैं और यह दिखाते हैं कि यह M r प्राइम क्रॉस 1 प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम dv प्राइम के सापेक्ष ग्रेडिएंट है अब मैं एक सदिश पहचान का उपयोग करने जा रहा हूं जो f का कर्ल है जहां f एक अदिश फलन है गुणा A बराबर है f क्रॉस A ग्रेडिएंट प्लस f कर्ल A इसलिए 1 विभाजित r माइनस r प्राइम का कर्ल जो f M r प्राइम की तरह है और मुझे प्राइम परिवर्ती के सापेक्ष कर्ल लेना चाहिए तो ध्यान दें यहां प्राइम बराबर होना चाहिए ग्रेडिएंट प्राइम परिवर्ती के सापेक्ष 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम क्रॉस M r प्राइम प्लस 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम कर्ल M के सापेक्ष r प्राइम मैं इसे फिर से अलग रंग में लिखता हूं ताकि आप इसे स्पष्ट रूप से देखें 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम M r प्राइम का प्राइम परिवर्ती के सापेक्ष कर्ल बराबर है r माइनस r प्राइम क्रॉस M r प्राइम का प्राइम परिवर्ती के सापेक्ष ग्रेडिएंट प्लस 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम कर्ल M r प्राइम Ar04πMr×r rr r3dV04πMr×1r rdV fAf×Af A 1r rMr1r rMr1r r×Mr आइए हम इन शब्दों को उल्टा करते हैं 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम के सापेक्ष प्राइम क्रॉस M r प्राइम बराबर है कर्ल 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम M r प्राइम माइनस 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम कर्ल प्राइम M r प्राइम और इसलिए M r प्राइम क्रॉस डेल प्राइम ऑफ़ 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम मैंने सिर्फ M n ग्रेडिएंट बदला किया है तो यह एक माइनस चिन्ह बन जाएगा जो कि माइनस कर्ल M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम प्लस कर्ल M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम 1r rMr×1r rMr 1r rMr Mr×1r r ×1r rMr1r rMr और इसलिए इस द्वारा विभाजित dv प्राइम का समाकलन और इस समाकलन dv प्राइम फिर से मैं यहाँ एक पहचान का उपयोग करने जा रहा हूँ जो कहता है कि एक एक वेक्टर मात्रा के कर्ल का एक आयतन पर समाकलन n क्रॉस पृष्ठ पर उसी वेक्टर मात्रा के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक बंद पृष्ठ है जिसमें एक आयतन घेरे हुए है तो यह वॉल्यूम इंटीग्रल n क्रॉस v के बराबर है जहां n इस पृष्ठ पर पृष्ठ से बाहर आ रहा है हम इसे अब यहां पहले इंटीग्रल में उपयोग कर सकते हैं और इसलिए मैं लिखता हूं M r प्राइम क्रॉस 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम का ग्रेडिएंट प्राइम समाकलन dv प्राइम बराबर है माइनस ग्रेडिएंट प्राइम क्रॉस M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम dv प्राइम प्लस समाकलन कर्ल M r प्राइम 1 द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम dv प्राइम यह बराबर है माइनस n प्राइम क्रॉस M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम ds प्राइम समाकलन प्लस समाकलन प्राइम M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम dv प्राइम Mr×1r rdV Mrr rdVMrr rdV तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक आयतन है जहां कुछ चुंबकीय आघूर्ण M है तो माइनस चिह्नन के साथ सतह n क्रॉस m मुझे पृष्ठीय विद्युत धारा देता है और यह कुल विद्युत धारा की तरह है क्यों क्योंकि मुझे यह भी पता है कि A ऐसे लिखा जा सकता है Mr×1r rdV Mrr rdVMrr rdV तो चलिए इसे फिर से बनाते हैं यहाँ एक आयतन है जिस पर मेरे पास कुछ M है फिर मैं A r को समाकलन माइनस n प्राइम क्रॉस M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम ds प्राइम प्लस समाकलन कर्ल M r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम dv प्राइम के बराबर लिख सकता हूँ और यह बराबर होना चाहिए r प्राइम पर पृष्ठीय विद्युत धारा K द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम ds प्राइम प्लस कुल विद्युत धारा J r प्राइम द्वारा विभाजित r माइनस r प्राइम ds प्राइम dV तो हम इस चुंबकीय आघूर्ण से जो प्राप्त करते हैं यह पृष्ठीय विद्युत धारा K के बराबर है जो माइनस n क्रॉस M और कुल विद्युत धारा J के बराबर है जो कि M का कर्ल है और चूंकि ये मुक्त धाराएं नहीं हैं हम इन्हें परिबद्ध विद्युत धाराएँ कहते हैं ठीक वैसे ही जैसे हमारे पास पहले परिबद्ध आवेश थे Kbound nM jboundM आइए हम कुछ उदाहरण लेते हैं अगर मेरे पास एक लंबा बेलन है जिसका चुंबकीय आघूर्ण z दिशा में है एकसमान चुंबकीय आघूर्ण z दिशा में है तो M का कर्ल 0 है n पृष्ठ से बाहर आ रहा है तो n उसी दिशा में है जैसा कि बेलनाकार निर्देशांक में S है और S क्रॉस z आपको माइनस फ़ाई देता है और इसलिए एक माइनस चिन्ह के साथ n क्रॉस M कुछ भी सिर्फ M फ़ाई है तो यह लंबा बेलनाकार चुंबक जिसका एकसमान चुंबकत्व है पृष्ठीय विद्युत धारा रखने के बराबर है जो कि फ़ाई दिशा में प्रवाहित M के बराबर है और कोई कुल विद्युत धारा नहीं है तो यह सोलेनोइड की तरह हो जाता है क्षेत्र अंदर नियत होगा तो यह एक सोलेनोइड क्षेत्र की तरह होगा दूसरी तरफ अगर मेरे पास बहुत सपाट पतली वफ़र जैसी या पतली डिस्क है जिसका M z दिशा में है तो यह करंट की रिंग की तरह होगी जहाँ कुल विद्युत धारा M गुणा इस चौड़ाई d द्वारा दिया जाएगा यह विद्युत धारा है जो इसमें से से होकर गुजरेगा यह तीसरा उदाहरण मैं ले सकता हूं कि सतत चुंबकत्व के साथ एक गोले का फिर M का कर्ल 0 होगा और पृष्ठीय विद्युत धारा K माइनस n क्रॉस M होगा जो इस मामले में माइनस M r क्रॉस z एकांक सदिश होगा और आप जांच सकते हैं कि यह मुझे M sine थीटा फाई देने जा रहा है यह देखना बहुत आसान है क्योंकि z और कुछ भी नहीं बल्कि cosine थीटा r माइनस sine थीटा r क्रॉस थीटा जो मुझे माइनस फाई देता है और इसलिए K M sin थीटा फाई बन जाता है लेकिन यह हम पहले ही हल कर चुके हैं यह हमने पिछले व्याख्यान में हल किया है और इसलिए यह मुझे एक सतत चुंबकीय क्षेत्र B देने जा रहा है जो कि 2 म्यू 0 K भाग 3 z अंदर और एक द्विध्रुव क्षेत्र m 4 पाई भाग 3 r घन M के बराबर है बाहर है